इस सप्ताह के अंतिम व्याख्यान में आपका स्वागत है तो हम अलग अलग एलडीए वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी एप्लीकेशनस क्या हैं और हमने कोड रेट टोपिक मॉडल्स डाइनेमो टोपिक मॉडल्स और सीवेज टोपिक मॉडल्स जैसे तीन विभिन्न रूपों के बारे में बात की और हमने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न मान्यताओं को मॉडल पर कर सकते हैं जिसका उपयोग हम मॉडल के अंदर अवलोकन के रूप में प्रतिक्रिया को बाँधने के लिए भी कर सकते हैं जो अच्छे टोपिक मॉडल बनाने के लिए है तो अब हम इस व्याख्यान में कुछ दो अन्य वेरिएंट भी देखेंगे तो एक को रिलेशनल टॉपिक मॉडल कहा जाता है और दूसरा कुछ प्रकार का नॉनपैरेमेट्रिक बायेसियन मॉडल है और आप देखेंगे कि किस तरह के एप्लिकेशन का उपयोग किया जा सकता है तो रिलेशनल टॉपिक मॉडल का विचार क्या है इसलिए जब आप डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो कई बार यह सरल टेक्स्ट डेटा होता है जहां वे एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं कभी कभी यह एक नेटवर्क की तरह भी होता है इसलिए जहां अलग अलग ऑब्जरवेशन या अलग अलग डेटा पॉइंट्स को किसी प्रकार से एक ग्राफ़िक स्ट्रक्चर साथ जोड़ा जाता है इसलिए उदाहरण के लिए साइंटिफिक आर्टिकल्स के बारे में आप सोच सकते है तो जैसा कि आप उन्हें अलग अलग आर्टिकल्स के रूप में सोच सकते हैं यह एक डॉक्यूमेंट है यह अन्य डॉक्यूमेंट है और यह एक टोपिक मॉडल में फिट होने के लिए अलग अलग ऑब्जरवेशनस है या आप इस बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंटस हैं जो जुड़े हुए हैं एक साइटेशन नेटवर्क के साथ साइंटिफिक डाक्यूमेंट्स के बीच क्या संबंध है जब एक पेपर दूसरे पेपर का उल्लेख करता है इसलिए यदि यह किसी अन्य पेपर का उल्लेख करता है तो उनके बीच एक लिंक है तो आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जरवेशन भी जुड़े हुए हैं इसी तरह वेब पेज के बारे में सोचें कि एक वेब पेज दूसरे वेब पेज पर हाइपरलिंक दे सकता है तो फिर से ये ऑब्जरवेशन हैं जो जुड़े हुए हैं फिर आप दोस्तों के बारे में बात कर सकते हैं की वे सोशल नेटवर्क प्रोफाइल से जुड़े हुए दोस्त हैं और उनकी प्रोफाइलकी डॉक्यूमेंट की तरह है और कनेक्शन है और आप कनेक्शन को मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं अब हम यहां जो देख रहे हैं वह हमारे एलडीए मॉडल के अनुकूल हो सकता है जहां केवल कन्टेंट ही नहीं बल्कि इस लिंक का जो भी कनेक्शन है दोनों को टोपिक मॉडल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यही वह जगह है जहां आपके पास यह भिन्नता है जिसे एक रिलेशनल टॉपिक मॉडल या आरटीएम कहा जाता है इसलिए रिलेशनल टॉपिक मॉडल इस भिन्नता का ध्यान रखने की कोशिश करता हैं कि मेरे पास कन्टेंट और साथ ही एक कनेक्शन भी है इसलिए मॉडल पर जाने से पहले हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे मान लीजिए हमारे पास यह रिलेशनल टॉपिक मॉडल नहीं है तों हम यहां क्या अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पास ऑब्जरवेशन का यह पूरा सेट है अब कौनसे दो ऑब्जरवेशन एक दूसरे से जुड़े होंगे तो हम कहते हैं कि मैं साइंटिफिक आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं जब कोई व्यक्ति एक नया आर्टिकल लिख रहा है तो वे कौन से पेपर्स हैं जो यह उल्लेख करेंगे कि मैं इसे कैसे मॉडल करूंगा इसलिए मैं इसे एक सीखने की समस्या के रूप में सोचूंगा मैं कहूंगा मेरे पास एक डेटासेट है तों मुझे पता है कि बहुत सारे पेपर्स हैं और कुछ पेपर्स दूसरे पेपर्स को लिख रहे हैं मैं कहूंगा कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट d1 d2 d3 से लेकर dn तक है मुझे पता है कि d3 d2 का उल्लेख दे रहा है dn d3 का उल्लेख दे रहा है और dn d1 का उल्लेख दे रहा है इसी तरह से मेरे पास ये ऑब्जरवेशन हैं और मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि जब एक नया dn प्लस 1 आता है तो यह किसका उल्लेख करेगा मैं एलडीए का उपयोग करके इस समस्या को कैसे हल करूंगा मैं कया करूँगा मैं इस कॉर्पस पर एलडीए में सबसे पहले टोपिक डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा d1 थीटा d2 से लेकर थीटा dn तक निकालूँगा फिर आप मॉडल में थीटा d2 थीटा d3 करते है क्या वे एक साथ लिंक करेंगे या क्या d3 d2 से लिंक होगा मैं यह कैसे मॉडल करूंगा फिर आप यहाँ एक रिग्रेशन का उपयोग कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि थीटा d3 और थीटा d2 लिंक की भविष्यवाणी करते हैं हां या नहीं इसलिए मेरे पास कुछ सकारात्मक उदाहरण हैं जहां लिंक है और नकारात्मक उदाहरण हैं जहां कोई लिंक नहीं है रन टाइम में जब मुझे एलडीए का उपयोग करके एक नया डॉक्यूमेंट मिलता है तो मुझे थीटा dn प्लस 1 मिलता है अब मैं इसे d1 से dn के साथ कंबाइन करने का प्रयास करता हूं तों किसके साथ लिंक होने की अधिक संभावना है हम इस तरह से इसे संभाल सकते है अब क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है तों यह याद दिलाएगा कि यह आखिरी टोपिक है जिसकी चर्चा हमने सुपरवाईसड एलडीए में की थी याद रखें कि वहा भी यही समस्या थी हमने कहा कि प्रत्येक डॉक्यूमेंट में कुछ रेस्पोंस है इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक रेस्पोंस r1 r2 और भी हो सकते है तो हम थीटा d1 ले सकते है और थीटा d1 से r1 तक एक रिग्रेशन चला सकता है थीटा d2 से r2 जो कि एक एलडीए प्लस रिग्रेशन हो सकता है लेकिन हमने कहा कि हम इससे बेहतर कर सकते है कि हम इसे अपने मॉडल में एक ऑब्जरवेशन के रूप में लें और हम प्रत्येक z डॉक्यूमेंट के साथ आप कुछ ईटा और सिग्मा के साथ अपने रेस्पोंस वेरिएबल की सैंपलिंग भी ले रहे हैं तों क्या हम इस विचार का उपयोग इस रिलेशनल टोपिक मॉडल में भी कर सकते हैं इसलिए अभी अंतर यह है कि अब हम जोड़े के साथ काम कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट d1 है और डॉक्यूमेंट d2 है अब इसमें कुछ z होगा अब क्या मैं मॉडल कर सकता हूं कि क्या वे एक दूसरे से लिंक होंगे उनके व्यक्तिगत टॉपिक्स को देखते हुए यह अब मेरे मॉडल के अंदर ऑब्जरवेशन में हो सकता है तो यह विचार है की अब यह सुपरवाईसड एलडीए का एक सरल और डायरेक्ट एक्सटेंशन है तों अब मैं जोड़े का उपयोग कर सकता हूं और मेरे अन्य ऑब्जरवेशन के रूप में कनेक्शन को मॉडल कर सकता हु तो यह ऐसे किया जाता है तो यह एक ही मॉडल में बीटा k के अलग अलग ऑब्जरवेशन पर टोपिक प्रोबेबिलिटी को बताता है लेकिन अब आप अलग अलग पेयर्स को देखते हैं तो आइए हम इन पेयर्स डॉक्यूमेंट di और dz को देखें तो उनके पास थीटा i थीटा j वेरिएबल है तो आपके मॉडलिंग ने Z i n और Z j n को दिया है उनकी व्यक्तिगत टोपिक प्रोबेबिलिटी हैं कि क्या वे एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वहां यह पर पेयर्स है यह एक बाइनरी लिंक वेरिएबल है और यह अप्रत्यक्ष अनुरूप है कि हमने मामले के सीवेज टोपिक मॉडल में जो लिखा है वह इस ईटा टाइम्स प्लस में कुछ भिन्नता है तो यह नए और अनलिंक डेटा के बारे में भविष्यवाणी करने की अनुमति भी दे सकता है तो उदाहरण क्या हैं और इसका उपयोग कुछ इस तरह से कैसे किया जाएगा मान लीजिए मेरे पास एक शीर्ष पेपर मार्कोव चैन मोंटे कार्लो कन्वर्जेन्स डायग्नोस्टिक्स एक कम्पेरेटिव रिव्यु है और मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि यह अन्य पेपर्स क्या हैं या मैं इसे कह सकता हूं कि मान लीजिए कि मैं इस पेपर को पढ़ रहा हूं तो अन्य पेपर क्या हैं जो सिफारिश की समस्या की तरह इसके लिए रिलेवेंट हैं इसलिए मैं इस विचार का उपयोग कर सकता हूं कि अन्य पेपर्स क्या हैं जो यह मेरे RTM मॉडल को जीतने के लिए लिंक करेंगे तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आपका RTM मॉडल क्या देता है और ये वास्तव में महत्वपूर्ण पेपर्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट से जुड़े हैं इसलिए सामान्य तौर पर RTM भविष्यवाणियों की अनुमति दे सकता है जिन्होंने नए शब्दों के साथ एक डॉक्यूमेंट दिया है जो डॉक्यूमेंट इसे लिंक करेंगे यह एक बात है जो किया जा सकता है मान लीजिए कि आप एक लिंक देते हैं कि यह डॉक्यूमेंट किसी अन्य डॉक्यूमेंट को लिंक करता है तो डॉक्यूमेंट का अप्प्रोक्सिमेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जो मेरे RTM मॉडल का उपयोग करके भी पाया जा सकता है इसलिए डॉक्यूमेंट के नए शब्द के लिए दिए गए लिंक और नए डॉक्यूमेंट के लिंक से दिए गए शब्द दोनों को संभाला जा सकता है इसलिए मॉडल पर वापस आते हुए यह फार्मूलेशन जो यह सुनिश्चित करता है कि डॉक्यूमेंट के कन्टेंट को उत्पन्न करने के लिए उसी लेटेन्ट टोपिक असाइनमेंट का उपयोग किया जाता है और यह उनकी लिंक की गई संरचना को भी उत्पन्न करता है इसलिए आप अलग से लिंक किए गए ढांचे को नहीं सीख रहे हैं आप इसे उसी समय सीख रहे हैं जब आप अपने टोपिक डिस्ट्रीब्यूशन को सीख रहे हैं इसलिए यह आरटीएम मॉडल दिलचस्प है तो इस Z i n और Z j n से आप भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका Y i j क्या होगा अब यहाँ एक समस्या है तो यह आपका सरल मॉडल है तो यह वही है जो आपका एलडीए मॉडल आपके टोपिक प्रोपोरशन को ड्रा करता है फिर प्रत्येक शब्द के लिए टोपिक असाइनमेंट को ड्रा करता है और फिर शब्द को ड्रा करता है अब रिलेशनल भाग के लिए प्रत्येक पेअर डॉक्यूमेंट के लिए d और d प्राइम जो आप कर रहे हैं वह वेरिएबल y का नमूना लेने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वे लिंक करेंगे या नहीं और यह z d और z d प्राइम पर निर्भर करता है और इसका फंक्शन क्या है तों यह psi ऑफ़ गिवन z d z d प्राइम है और यह इस तरह से मॉडल है यह ईटा पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में Z d और Z d प्राइम से हैडमार्ड प्रोडक्ट को ट्रांस्पोस करता है अब मुझे इससे क्या मतलब है तो याद रखें कि सीवेज एलडीए मॉड्यूल में हमने ईटा ट्रांसपोस Z बार भी किया था और इसने मुझे एक स्केलर दिया दो वैक्टर जिसका गुणा आपको एक स्केलर दे रहे हैं जिसका आयाम आपके पास समान हैं अभी यहां भी आपके पास ईटा ट्रांसपोज़ है उसी आयाम में टॉपिक्स की संख्या है और आप इसे Z d प्राइम बार के साथ Z d बार हैडमर्ड प्रोडक्ट के साथ गुणा कर रहे हैं अब Z d और Z d प्राइम क्या हैं Z d टोपिक की प्रोबेबिलिटी है doc डॉक्यूमेंट d है और यह डॉक्यूमेंट d प्राइम फिर से एक वैक्टर है हैडमर्ड प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं बस एक एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट है इसमें आप एक एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ गुणा करते हैं और फिर आप इसे जोड़ते हैं और फिर ईटा ट्रांस्पोस के साथ गुणा करते हैं तो यह फिर से मुझे एक स्केलर देगा और साथ ही आप कुछ प्रकार के बायस या वैधता जोड़ सकते हैं यह यहाँ एक बायस है तो Z d कुछ भी नहीं है लेकिन प्रत्येक डॉक्यूमेंट में प्रोबेबिलिटी के टोपिक पेअर के लिए इसका उपयोग करते हैं और एक हैडमर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और प्लस के साथ बायस शब्द आपको देता है कि क्या डॉक्यूमेंट में इन दो पेअर के लिंक होने की संभावना है या नहीं है जो की ईटा ट्रांस्पोस है और पेपर में वे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा सिग्मॉइड फ़ंक्शन का भी उपयोग करते हैं और लिंक फ़ंक्शन मॉडल को प्रत्येक पर पेअर बाइनरी वैरिएबल एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन के रूप में है और यह ईटा और नू द्वारा है तो यह आपका रिलेशनल टोपिक मॉडल है इस मॉडल के साथ एक समस्या क्या है प्रत्येक पेअर डाक्यूमेंट्स के लिए आपको उनके रेस्पोंस को परिभाषित करना होगा कि क्या वे एक साथ लिंक कर रहे हैं या नहीं तो क्यों d 1 d 2 1 या 0 क्यों नहीं है जब भी डॉक्यूमेंट किसी अन्य डॉक्यूमेंट के लिए लिंक दे रहा है तो आप हमेशा 1 कह सकते हैं लेकिन जब भी डॉक्यूमेंट किसी अन्य डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं दे रहा है तो यह आवश्यक नहीं है कि वे संबंधित नहीं है यह भी हो सकता है कि वह लिंक नहीं दे रहा है या लिंक भविष्य में हो सकता है डेटा बिंदुओं के आधार पर कई अन्य चीजें भी हो सकती हैं तो एक बात यह है कि जब भी कोई लिंक होता है तो आप इसे 1 के रूप में लेते हैं जब भी कोई लिंक नहीं होता है तो आप इसे एक अनओबसर्वड वेरिएबल के रूप में लेते हैं इसलिए मुझे नहीं पता कि कोई लिंक है या नहीं इसलिए यह आपको कम्प्यूटेशनली रूप से कुशल होने में भी मदद करता है यह आपको डॉक्यूमेंट के कई अलग अलग पेयर्स प्राप्त करने से बचाता है इसलिए यह विशेष रूप से सोशल नेटवर्क के मामले में है जब भी लिंक की अनुपस्थिति होती है तो आप इसे नहीं ले सकते हैं जैसे कि y d1 d2 0 के बराबर है उदाहरण के लिए आप अपने फेसबुक प्रोफाइल से देख सकते हैं आप प्रोफ़ाइल को अपने डाक्यूमेंट्स के रूप में ले रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि क्या यह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का दोस्त बन जाएगा भले ही वे इस समय दोस्त नहीं हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि वे भविष्य में दोस्त बन जाएंगे इसलिए लिंक की अनुपस्थिति से नहीं लिया जा सकता है कि उनकी प्रतिक्रिया 0 होनी चाहिए इसलिए इसे एक अनओबसर्वड वेरिएबल में लिया जा सकता है जो एक बेहतर समाधान है तो फिर उन्होंने परीक्षण किया कि क्या यह शब्द एलडीए प्लस रिग्रेशन मॉडल से बेहतर है यहाँ हमने देखा कि आप डॉक्यूमेंट d1 डॉक्यूमेंट d2 से टोपिक लेते हैं और वहाँ पर एक रिग्रेशन सीखते हैं जो एक विकल्प है एक ओर आप पेयर्स लेते है जो एक ओबसर्वड वेरिएबल के रूप में जोड़ रहे हैं और यह भी मॉडल के अंदर अपने टॉपिक्स को सीखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने पाया कि इस कार्य के लिए एलडीए प्लस रिग्रेशन मॉडल की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन दिया गया है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को दिया गया है जो इसे जुड़ा हुआ है इस प्रकार यह एक अन्य उदाहरण है जैसे इस डॉक्यूमेंट के लिए कोम्पेटेटिव एवोलवड एनवायरनमेंट काम्प्लेक्स टास्क डाक्यूमेंट्स के लिए बेहतर समाधान विकसित करते हैं जैसे कि कोइवोल्विंग हाई लेवल रिप्रजेंटेशनस आरटीएम मॉडल में पहले स्थान पर आ रहे थे लेकिन एलडीए प्लस रिग्रेशन मॉडल से बाहर नहीं आ रहे थे तो यह कुछ दिलचस्प था जो इस मॉडल से देखा गया था अब अंत में हम इस सप्ताह को नॉन पैरामीट्रिक बायेसियन मॉडल पर कुछ छोटी और साधारण चर्चा के द्वारा खत्म करते है तो हम एलडीए मॉडल के मामले में क्या देखते हैं इसलिए एलडीए में हम जो कर रहे हैं वह परिभाषित कर रहा है कि इस कॉर्पस में कुछ टॉपिक्स शामिल हैं और फिर प्रत्येक डॉक्यूमेंट से मुझे पता चलता है कि टोपिक असाइनमेंट क्या हैं फिर मुझे पता है कि उस शब्द के लिए टोपिक असाइनमेंट क्या है यहां एक समस्या क्या है मुझे पहले से बताना पड़ेगा कि डेटा में कितने टोपिक हैं लेकिन यह हमेशा सही देने के लिए एक आसान पैरामीटर नहीं हो सकता है आपको नहीं पता होगा कि डेटा में मुझे 10 टॉपिक्स 20 टॉपिक्स या 100 टॉपिक्स का उपयोग करना चाहिए तो क्या मेरा मॉडल खुद पता लगा सकता है कि इस तरह के टॉपिक्स की संख्या क्या होगी और यही वह जगह है जहां हम नॉन पैरामीट्रिक बायेसियन के इस टोपिक पर आते हैं तो यह पैरामीटर चला जाता है जब आपके पास टॉपिक्स की संख्या का यह पैरामीटर नहीं है इसलिए कई डेटा एनालिसिस सेटिंग्स में हम पहले से यह नहीं जान पाएंगे कि टॉपिक्स की संख्या क्या है इसलिए बायेसियन नॉन पैरामीट्रिक मॉडल में हम मानते हैं कि हम पैरामीटर्स की संख्या को ठीक नहीं कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह भी है कि मेरे डेटा में किसी भी संख्या में पैरामीटर हो सकते हैं जिसका अर्थ है किसी भी संख्या में टॉपिक्स हो सकते है इसलिए मुझे इस धारणा के साथ शुरुआत करनी होगी कि अनंत संख्या में टॉपिक्स हैं और मेरा डेटा उनमें से किसी भी परिमित संख्या को ले सकता है तो इसका मतलब है कि यह 100 500 30 ले सकता है आम तौर पर मेरे पास अनंत संख्या में टॉपिक्स होते हैं जो इसके बारे में दिलचस्प है वह है कि वहाँ लेटेन्ट क्लस्टर्स या टॉपिक्स की एक अनंत संख्या है लेकिन उनमें से केवल एक परिमित संख्या का उपयोग डेटा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है लेकिन आप इसे अपने मॉडल के इनपुट के रूप में नहीं देते हैं कि हमें इस तरह के कितने प्रश्नों की आवश्यकता होती है जब यह ऑब्जरवेशन देखता है तो यह मॉडल अपने आप काम करता है तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्लस्टर की संख्या क्लस्टर को डेटा का असाइनमेंट और इन प्रत्येक क्लस्टर के पैरामीटर्स को अलग अलग प्रदान करता है जो आपके एलडीए मॉडल के अलग अलग पैरामीटर हैं जिसे बायेसियन नॉन पैरामीट्रिक मॉडल से सीखा जा सकता है हम देखेंगे कि वास्तव में इस बायेसियन गैर पैरामीट्रिक मॉडल के कई अलग अलग रूप हैं जिन्हें हिएरार्चिकल ड्रिचलेट प्रोसेसेस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह एक बहुत वाइड टोपिक है इस पाठ्यक्रम में इस टोपिक पर विस्तार से बात नहीं करेंगे हम आपको केवल कुछ अंतर्ज्ञान देंगे कि आप अपनी सेटिंग में इस इनफाईनाईट टॉपिक्स के साथ कैसे आते हैं और यह डेटा में किसी भी फाईनाईट संख्या को कैसे मॉडल करता है भले ही आप इनफाईनाईट टॉपिक्स से शुरू कर रहे हों तो हम एक विशेष सेटिंग के बारे में बात करेंगे जो एक चीनी रेस्तरां प्रक्रिया है जो मॉडलिंग के लिए उपयोग की जा सकती है या आपके ऑब्जरवेशन को कुछ फाईनाईट संख्याओं में समूह बना सकती है तों जहाँ पहले से संख्या नहीं बताई जाती है तो यह प्रक्रिया क्या है यह काफी दिलचस्प है तो यह चीनी रेस्तरां प्रक्रिया है इसलिए हम रेस्तरां के बारे में बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि यह एक ऐसा रेस्तरां है जहाँ इनफाईनाईट टेबल हैं जब आप यहाँ देखते हैं कि इनफाईनाईट शब्द तुरंत आपके दिमाग में आता है तो ये लेटेन्ट क्लस्टर्स हैं तो मेरे पास उस रेस्तरां में इनफाईनाईट टेबल हैं और फिर ग्राहक आ रहे हैं इसलिए हम ऑब्जरवेशन की तरह हैं इसलिए हम अलग अलग क्लस्टर्स में शीर्ष पर ऑब्जरवेशन को फिट कर रहे हैं अब मॉडल का कहना है कि जब ग्राहक रेस्तरां में आ रहे हैं तो टेबल पर कैसे बैठे हैं अब एक बात जो यह कहती है कि टेबल इनफाईनाईट कैपेसिटी की हैं तो वे प्रत्येक टेबल जितना चाहते हैं उतने ग्राहक ले सकते हैं इसलिए उन ग्राहकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है जो एक टेबल पर बैठ सकते हैं तो अब हम इस प्रक्रिया में ग्राहकों को टेबल पर कैसे असाइन करते हैं मेरे पास इनफाईनाईट संख्या में टेबल हैं तों पहला ग्राहक अंदर आता है और पहले टेबल 1 में बैठता है तो ग्राहक 1 को कोई समस्या नहीं है अब ग्राहक 2 अंदर आता है अब विचार यह है कि ग्राहक 2 अब टेबल 1 पर 1 प्लस अल्फा द्वारा विभाजित प्रोबेबिलिटी 1 के साथ बैठता है और एक नया टेबल पर बैठता है जिसमें प्रोबेबिलिटी अल्फा विभाजित 1 प्लस अल्फा है जहा c का मान 1 तक है तो यह 1 या टेबल 1 में बैठ सकता है अब जब कोई नया ग्राहक Cn मान पर आता है तो वह इस टेबल को मान सकता है और यह टेबल पहले से ही अधिकृत कर लिया गया है या तो अधिकृत वाले टेबल पर बैठ सकता है या एक नई टेबल जोड़ सकता है तो वे क्या कहते हैं यह अधिकृत वाली टेबल्स में से किसी पर भी पहले से मौजूद ग्राहकों की संख्या के प्रोपोरशनल प्रोबेबिलिटी के साथ बैठ सकता है या अल्फा की प्रोपोरशनल प्रोबेबिलिटी के साथ एक नई टेबल पर बैठ सकता है तो याद रखें कि हमने जो यहां किया था वह 1 के प्रोपोरशनल में है यह अल्फा के लिए प्रोपोरशनल है और फिर हम सामान्य करते हैं कि हम 1 प्लस अल्फा से विभाजित होते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा से विभाजित होता है किसी भी समय आपके पास निश्चित कॉन्फ़िगरेशन होगा विभिन्न टेबल्स में विभिन्न ग्राहकों की संख्या होगी तो नया ग्राहक आता है यह किसी भी अन्य टेबल पर पहले से ही वहां मौजूद ग्राहकों की संख्या के लिए प्रोपोरशनल प्रोबेबिलिटी के साथ बैठ सकता है या यह एक नई टेबल का चयन कर सकता है और इसी तरह आप किसी भी संख्या में ग्राहकों को n टेबल्स की संख्या पर बैठा सकते हैं तो आप इस प्रक्रिया के अंत में देखेंगे की आपके पास किसी भी संख्या में टेबल हो सकते हैं तो रैंडम प्रक्रिया में आपके पास 5 टेबल भरी हुई 10 टेबल भरी हुई 15 टेबल भरी हो सकती है तो आपके पास किसी भी संख्या में क्लस्टर हो सकते हैं इसके लिए पहले से संख्या तय करने की आवश्यकता नहीं है अपने सैंपलिंग से आप किसी भी टोपिक या क्लस्टर का चयन कर सकते हैं यहाँ पैरामीटर अल्फा का क्या प्रभाव होगा मान लीजिए आपका अल्फा बड़ा है या अल्फा छोटा है यदि आपका अल्फा बड़ा है तो क्या होगा यदि ग्राहक के आने पर अल्फा बड़ा होता है तो एक बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक नई टेबल का चयन करेगा ताकि बड़े अल्फा के साथ आप बड़ी संख्या में टोपिक प्राप्त कर सकते है तो क्या यह आपको कुछ विचार देता है यदि आप अधिक संख्या में टोपिक चाहते हैं और प्रत्येक टोपिक में कम संख्या में ऑब्जरवेशन होते हैं तो आप एक बड़ा अल्फा चुनेंगे लेकिन यदि आप एक छोटा अल्फा चुनते हैं तो आप शायद कम संख्या में टोपिक का चयन करेंगे क्योंकि यदि ग्राहक की अधिक प्रोबेबिलिटी होगी तों पहले से अधिकृत वाले किसी भी टेबल पर बैठ सकता है तो यह अल्फा का प्रभाव होगा तो वापस देकते है पहला ग्राहक प्रवेश करता है और पहली टेबल पर बैठता है दूसरा ग्राहक 1 प्लस 1 अल्फा की प्रोबेबिलिटी के साथ पहली टेबल पर बैठता है या 1 प्लस अल्फा द्वारा विभाजित प्रोबेबिलिटी अल्फा के साथ अगले अनओक्यूपाईड टेबल पर बैठता है और जब अन्य ग्राहक आता है तो वह पहले से ही टेबल पर बैठे पिछले ग्राहकों की संख्या के प्रोपोरशनल प्रोबेबिलिटी के अधिकृत वाली टेबल्स में से किसी पर बैठता है या अगले अनओक्यूपाईड टेबल में अल्फा के लिए प्रोपोरशनल प्रोबेबिलिटी के साथ बैठ सकता है और इसी तरह मैं सभी ग्राहकों को एक रेस्तरां में वितरित कर सकता हु और हमने देखा कि अगर मेरे पास अल्फा का एक बड़ा मूल्य है तो मेरे पास अधिक व्यस्त टेबल और प्रति टेबल पर कम ग्राहक होंगे तो हमने अभी देखा है अब यह दिलचस्प लग रहा है अगर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है तों मैं मॉडल कर सकता हूं तो ये टेबल्स मेरे टोपिक के रूप में और ये ग्राहक मेरे शब्दों के रूप में और मैं कह सकता हूँ कि कौन से शब्द किन टॉपिक्स को सौंपे गए हैं लेकिन मैं अपने पूरे कॉर्पस को किस तरह से देखता हूं आप देख सकते हैं कि मैं अपना एक मॉडल बना सकता हूं यह मेरे एक डॉक्यूमेंट के रूप में सोचा जा सकता है d1 और मुझे पता है कि टोपिक क्या हैं और ग्राहक क्या हैं लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉर्पस है और आमतौर पर मैं अपने कॉर्पस के लिए क्या चाहता था तो कॉर्पस का मतलब है कि मेरे पास ऐसे कई डाक्यूमेंट्स होंगे अब मैं इसे प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए स्वतंत्र रूप से भर दूंगा लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तों यहाँ d1 और d2 असाइनमेंट के बीच कोई संबंध नहीं है तो यह d1 हो सकता है मेरे पास पहली टेबल में कुछ शब्द भरे हैं जैसे गवर्नमेंट टेबल दो में कुछ शब्द जैसे स्पोर्ट्स है और डॉक्यूमेंट d2 में स्पोर्ट्स शब्द यहाँ आना शुरू हो सकता है और इस डॉक्यूमेंट में यहाँ टॉपिक्स के बीच कोई संबंध नहीं है इसलिए मैं इस चीनी रेस्तरां प्रक्रिया को अलग अलग डाक्यूमेंट्स के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकता हूं इस तरह से मैं इन दोनों के बीच संबंध नहीं बना पाऊंगा तो वास्तव में क्या किया जाता है यहाँ हमने देखा कि चीनी रेस्तरां प्रक्रिया एक रेस्तरां में टेबल पर बैठे ग्राहकों के सीक्वेंस के रूप में एक रैंडम पार्टीशन प्राप्त करने में मदद करती है इसलिए हमें विभिन्न टॉपिक्स में शब्दों का एक रैंडम पार्टीशन मिलता है यहाँ टेबल्स को टोपिक और ग्राहकों को रेस्तरां में शब्द के रूप में माना जा सकता है और रेस्तरां को डॉक्यूमेंट के रूप में सोचा जा सकता है हालाँकि यह पूरे कॉर्पस को मॉडल नहीं कर सकता है इसलिए हम CRP को रेस्तरां के एक सेट तक बढ़ा सकते हैं इसलिए इसे यहाँ प्रत्येक डॉक्यूमेंट को एक अलग रेस्तरां के रूप में परिभाषित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसे चीनी रेस्तरां फ्रैंचाइज़ी कहा जाता है तो अब हम चीनी रेस्तरां प्रक्रिया से चीनी रेस्तरां फ्रैंचाइज़ी तक जा रहे हैं इस फ्रैंचाइज़ी में बहुत सारे रेस्तरां हैं और हम विभिन्न टॉपिक्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आइए देखें कि हम विभिन्न टॉपिक्स को कैसे जोड़ते हैं तो फिर से यह CRP के समान है तो jth रेस्तरां में ग्राहक CRP की तरह ही टेबल पर बैठता है तो ग्राहक रेस्तरां में आता है किसी भी रेस्तरां में से अब यह देख सकते है कि कौन से टेबल पर पहले से ही अधिकृत है और कितने ग्राहक हैं ग्राहकों की बैठने की संख्या प्रोपोरशनल प्रोबेबिलिटी उस टेबल पर कितनी है और अल्फा के प्रोपोरशनल प्रोबेबिलिटी उन अगले अनओक्यूपाईड पर कितनी है ताकि यह CRP जैसी ही बनी रहे अब आने वाले टॉपिक्स के बीच यह संबंध कहां है और यह फ्रैंचाइज़ी के बारे में अच्छे विचार से आ रहा है और हमें यह कहने देता है कि वे केवल फ्रैंचाइज़ी वाइड मेनू हैं तो अब आपके पास मेनू का एक नया शब्द है एक निश्चित व्यंजन है जो सभी सभी रेस्तरां में है और यह वाइड फ्रेंचाइजी है इसलिए जब भी कोई ग्राहक किसी दिए गए टेबल पर आता है तो वह उस मेनू से एक डिश ऑर्डर करता है अब जो भी अगला आएगा हमारे पास वही डिश होगी और जो भी ग्राहक आएगा हम उसी डिश को साझा करेंगे अब यह व्यंजन पूरे रेस्तरां में साझा किया जाता है तो अब मेज पर यह पकवान उस डॉक्यूमेंट के टोपिक के रूप में कार्य करता है तो अब विभिन्न रेस्तरांओं में व्यंजन समान हैं और यही कारण है कि आप इसे एक ही मॉडल का टॉपिक्स बना सकते हैं तो हम रेस्तरां के बीच कपलिंग कैसे प्राप्त करते हैं तो इसे एक फ्रैंचाइज़ी वाइड मेनू द्वारा प्राप्त किया गया है तो हम क्या कहते हैं कि किसी रेस्तरां में टेबल पर बैठने वाला पहला ग्राहक मेनू से एक डिश चुनता है और उस टेबल पर सभी ग्राहक बैठे थे वह वही मेनू साझा करेंगे और व्यंजन को उन टेबल की संख्या के प्रोपोरशनल प्रोबेबिलिटी के साथ चुना जाता है जो पहले से ही उस डिश को परोसा जा चूका हैं यदि यह व्यंजन फ्रैंचाइज़ी के कई अलग अलग टेबल पर काम करता है तो इसकी अधिक प्रोबेबिलिटी होगी इस तरह से आप किसी दिए गए टेबल पर एक विशेष डिश को चुनने पर आपको पूर्व प्रोबेबिलिटी भी दे रहे हैं तो यह कुछ इस तरह दिखेगा तो आप क्या देख रहे हैं आप इस फ्रैंचाइज़ी में 1 2 और 3 तीन अलग अलग रेस्तरां देख रहे हैं यह psi1 और 1 रेस्तरां के लिए बताता है कि टेबल 1 पर क्या डिश है तो यह phi 1 है यह व्यंजन ग्लोबल मेनू से है phi1 phi 2 और इसी तरह यह एक ग्लोबल मेनू है दूसरी टेबल में phi 2 है तीसरी टेबल में phi 1 है इसका मतलब है एक से अधिक टेबल एक ही डिश को ऑर्डर कर सकते हैं जो उस मॉडल में संभव है क्योंकि आप देखते हैं जब कोई ग्राहक इसमें आता है तो पहले टेबल का चयन करेगा या उस टेबल का चयन भी कर सकता है जो उसके दाहिनी साइड पर है फिर जब आप टेबल का चयन करते हैं तो यह किसी एक व्यंजन को चुनता है तो इसका मतलब है कि एक ही व्यंजन एक से अधिक टेबल्स में चुना जा सकता है तो इस टेबल में भी इसी तरह का व्यंजन चुना गया था अब दूसरा रेस्तरां में पहली टेबल में डिश phi 3 दूसरी टेबल में phi 1 तीसरी टेबल में phi 3 इत्यादि का चयन किया है तो इसमें कुछ अलग विकल्प हैं और फिर तीसरा रेस्तरां में पहली टेबल में phi 1 और दूसरी टेबल में phi 2 का चयन करता है अब आप ग्राहक के असाइनमेंट भी देख रहे हैं तो इस पहले रेस्तरां में ग्राहक थीटा 1 1 थीटा 1 2 थीटा 1 3 और इसी तरह आ रहे हैं थीटा 1 1 टेबल 1 पर बैठता है थीटा 1 2 टेबल 2 पर थीटा 1 3 टेबल 1 पर 1 4 टेबल 2 पर 1 8 टेबल 1 पर 5 6 7 यहाँ और इतने पर बैठता है तो कुछ असाइनमेंट हैं जो इन ग्राहकों को दिए गए हैं इसी तरह थीटा 2 1 2 2 यहाँ पर और 2 3 2 4 2 6 यहाँ बैठते हैं अब एलडीए के समान जब हमारे पास एक ग्राहक एक डिश चुनता है तो वह यह देखेगा कि अन्य ग्राहकों ने क्या चुना है जहां वे कपलिंग करेंगे कि शब्दों को विभिन्न रेस्तरां में इसी तरह के टॉपिक्स को सौंपा जाएगा तों आप देख रहे हैं कि प्रत्येक रेस्तरां एक रेक्टेंगल द्वारा तैयार किया गया है प्रत्येक ग्राहक को टेबल्स पर बैठाया गया है और प्रत्येक टेबल पर आप ग्लोबल मेनू से एक डिश परोस रहे हैं तो यह एक टेबल इंडिकेटर है तो यह मॉडलिंग करके आप जानेंगे कि इन सभी डाक्यूमेंट्स में आपके अलग अलग शब्दों के अलग अलग टॉपिक्स क्या हैं दिलचस्प बात यह है कि आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आपको पहले से कितने टॉपिक्स चाहिए उसे देने की ज़रूरत है यहाँ मॉडल स्वयं ऑब्जरवेशन से सीख सकते हैं तो हमने क्या देखा है हमने देखा की आपके पास एक एलडीए मॉडल है जिसे आप बहुत अच्छे एप्लीकेशनस के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे कि डाक्यूमेंट्स शब्दों के बीच समानता का पता लगाने के लिए लेकिन मान लीजिए कि आप कुछ धारणाओं का उपयोग करना चाहते हैं जैसे टोपिक कोरिलेटेड है और समय के साथ बदल रहे हैं तो आप उस मॉडल को संशोधित कर सकते हैं यही कारण है कि यह मॉडल बहुत बहुत मजबूत है यह कई अलग अलग वेरिएशनस का उपयोग कर सकता है यह अनसुपरवाईड मॉडल है लेकिन मान लीजिए कि मैं इसके साथ कुछ रेस्पोंसेस देना चाहता हूं जो कि इस टेक्स्ट की रेटिंग है या मैं इसे रेस्पोंस वेरिएबल के अंदर ऑब्जरवेशन वेरिएबल के रूप में कितने लाइक्स दे सकता हूं और अपने टोपिक सीख सकता हूं तों यह सीवेज टोपिक मॉडल है मैं आगे जा सकता हूं और कह सकता हूं कि कौन से दो डाक्यूमेंट्स एक साथ जुड़े हैं कि मैं फिर से ऑब्जरवेशन के रूप में लिंक को माप सकता हूं इसलिए लिंक एक रेस्पोंस या ऑब्जरवेशन लिंक जो दो पेअर डाक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है यह रिलेशनल टोपिक मॉडल द्वारा था अब मान लीजिए कि हम किसी भी पैरामीटर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं कि कितने टॉपिक्स वगैरह हैं तो आप बायेसियन नॉन पैरामीट्रिक में जा सकते है और फिर से बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं जिनके बारे में हमने बहुत ही संक्षेप में चीनी रेस्तरां प्रक्रिया और चीनी रेस्तरां फ्रैंचाइज़ी के बारे में बात की थी लेकिन अन्य वेरिएशनस भी हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है और आपके आवेदन के आधार पर आप अन्य मॉडलों में से एक का चयन कर सकते हैं और ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो आपको इसके किसी भी मॉडल को बनाने की अनुमति देंगे इसलिए यह हमें इस नौवें सप्ताह के अंत में लाता है जहां हमने टोपिक मॉडल के बारे में बहुत चर्चा की और सीमेनटिक्स टोकन सीमेनटिक्स के बारे में भी की है अगली बार हम विभिन्न एप्लीकेशनस के बारे में बात करना शुरू करेंगे इसलिए हम अगले सप्ताह में इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन को लिंकिंग वाली एंटिटी के बारे में बात करेंगे और वहाँ हम बाद के सप्ताहों में अन्य एप्लीकेशनस के बारे में जानेंगे